नमस्कार इस पाठ्यक्रम माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट के एक अन्य मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले कुछ हफ्तों के लिए पिछले मॉड्यूल में हमने स्टेबिलिटी के विषय को कवर किया था और जैसा कि मैंने कहा था कि स्टेबिलिटी एम्पलीफायर डिज़ाइन का बहुत महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है और इस मॉड्यूल में हम एम्पलीफायर को कवर करेंगे एम्पलीफायर गेन और कैसे दिए गए गेन के साथ एक एम्पलीफायर डिज़ाइन करने के बारे में कवर करेंगे इसलिए पहले से ही हमने विभिन्न प्रकार के गेन पर चर्चा की है जिनके बारे में हम बात करते हैं उनमें से ट्रांसड्यूसर गेन सबसे इफेक्टिव है यह गेन की सबसे प्रैक्टिकल डेफिनिशन है लेकिन तब ट्रांसड्यूसर गेन के साथ समस्या यह है कि हम स्वतंत्र रूप से गामा S और गामा L को डिजाइन नहीं कर सकते हैं इसलिए उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास गेन की कुछ अन्य परिभाषाएं हैं जैसे कि ऑपरेटिंग पावर ऑफ गेन और अवेलेबल पावर गेन और फिर मैंने भी उल्लेख किया था यूनिलैटरल केस जब S12 0 के बराबर होता है ट्रांसड्यूसर गेन की परिभाषा कुछ सरल हो सकती है तो चलिए आज चर्चा शुरू करते हैं कि यूनिलैटरल केस के लिए कैसे डिजाइन किया जाए जहां हमारे पास S 12 0 के बराबर है GTUGSG0GL Gi1 i21 Siii2≥0 अब यह GS या GL मैं इस तरह से सामान्य टर्म लिख सकता हूं अब अनकंडीशनली स्टेबल केस के लिए हमने देखा है कि S11 मॉड्यूल्स 1 से कम होना चाहिए इस बात को ध्यान में रखते हुए के इस केस में जहां स्टेबिलिटी सर्किल स्विच के सेण्टर को एनकंपास करता है अब इस मामले के लिए हमारे पास S11 0 से कम है और हमारी GI 0 और GI मैक्स के कुछ वैल्यू के बीच है अब यदि हम एक टर्म छोटे gi को परिभाषित करते हैं जिसे आगे परिभाषित किया गया है giGiGimax Gimax11 Sii2 GigiGimax 0gi≤1 i CiRi CigiSii1 Sii21 gi Ri1 gi1 Sii21 Sii21 gi GI वह गेन है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं और GI मैक्स मैक्सिमम गेन की वेल्यू है GI का मैक्सिमम वेल्यू जहां GI या तो GL या GS है तब हम जानते हैं कि GI मैक्स इस इक्कुएशन द्वारा दिया गया है और GI इस इकुएशन को वेरीफाई करेगा यह पुष्टि करता है कि GI gi 0 और 1 के बीच है अब मैं गामा I के उन वेल्यूस का पता लगाता हूं जो कांस्टेंट GI देते हैं जो कि एक सर्कल है और इसके लोकस की इक्कुएशन इसके द्वारा दी जाती है जहां Ci Ri इस तरह दिए जाते हैं अब GI के विभिन्न वेल्यू के लिए सभी सर्कल का केंद्र 0 और Sii स्टार के बीच स्थित है इसलिए यदि हम Sii कंजुगेट और केंद्र के बीच एक लाइन खींचते हैं तो सभी केंद्र उस लाइन पर होंगे अब अन्य ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं कि हम देखें कि GI 1 के बराबर है जब गामा i 0 के बराबर है दूसरे शब्दों में GI 0dB के बराबर है गामा i 0 के बराबर होने पर कोई गेन नहीं है इसलिए अब अगर हम मॉनिटर पर स्लाइड्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम इन सर्कल को खींचते हैं तो यह सर्कल वास्तव में कुछ इस तरह दिखेंगे अब ये लाल सर्कल क्या हैं ये लाल सर्कल GI के एक विशेष वैल्यू के लिए गामा i के लोकस के गेन सर्कल हैं और यह नीला सर्कल स्मिथ चार्ट है ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने कहा था कि इस S11 कंजुगेट के लिए स्मिथ चार्ट के सेंटर में शामिल होने वाली लाइन इन सभी लाल सर्कल के केंद्र को जोड़ती है जो इस लाइन के साथ स्थित होगी अब हमने जो चर्चा की थी वह अनकंडीशनल स्टेबिलिटी है GTUGSG0GL Gi1 i21 Siii2→∞ 1 Siii0 Gi→∞ अब जब हमारे पास पोटेंशियल इंस्ताबिलिटीज़ होती है तो क्या होता है इस केस में GTU को इस फार्मूला द्वारा लिखा जाना रहेगा और यह इंफिनिटी तक जा सकता है पोटेंशियली अनस्टेबिल और अनकंडीशनली स्टेबल के बीच का अंतर यह है कि वास्तव में अनकंडीशनली स्टेबल केस के लिए GI मैक्स नामक कुछ भी नहीं है हमारे पास GI मैक्स का एक सर्टेन कॉन्सेप्ट है अब हमारे पास पोटेंशियली अनस्टेबिल के लिए ऐसा नहीं है अब यह तब होता है जब 1 Sii गामा i यह 0 के बराबर हो जाता है तो GI इंफिनिटी तक जाएगा ReZiZii0 ReZi ReZiiReZii स्टेबिलिटी के बारे में दूसरी बात यह है कि इसे आवश्यकता है अगर मैं फिर से कहूं कि अगर हम अपने बेसिक 2 पोर्ट डायग्राम को ड्रा करते हैं तो अब स्टेबिलिटी के लिए जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि यह कंडीशन है और यदि हम इसे एक अलग तरीके से लिखते हैं तो हम यह इस रूप में लिख सकते हैं अब सवाल यह है कि यदि आप देखते हैं कि चूंकि अब इस तरह से कोई भी ZS या ZL नहीं लिखा जाता है तो दोनों में पॉजिटिव रियल पार्ट्स होंगे इसलिए हम कह सकते हैं कि ZI का रियल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा और ना केवल पॉजिटिव बल्कि Z 11 या Z 22 के नेगेटिव रियल पार्ट भी इसके नेगेटिव से अधिक है इसलिए चूंकि नेगेटिव रियल पार्ट का नेगेटिव भी पॉजिटिव होगा इसलिए हम इस इक्कुएशन को लिख सकते हैं हम कह सकते हैं कि चूंकि ZS या ZL के रियल पार्ट्स Z 11 या Z 22 के मॉडलस से अधिक होना चाहिए गामा S और गामा L के लोकस को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हम मॉनिटर पर स्लाइड्स पर वापस जाते हैं तो आपको स्टेबिलिटी की आवश्यकता दिखाई देती है यह है कि ZI का रियल पार्ट ZI के रियल पार्ट के मॉडलस से अधिक होना चाहिए इसलिए यह ZI के लिए हमारा स्टेबिलिटी सर्कल है अब आप यहां पूछ सकते हैं कि यह स्टेबिलिटी सर्कल किस तरह से पहले से अब तक कवर किए गए स्टेबिलिटी सर्कल से अलग है अंतर उन स्टेबिलिटी सर्कल के लिए है जो कहते हैं कि आप Z 11 को ले रहे हैं तो लोकस ZL के लिए होगा जबकि इस केस में लोकस ZS के लिए है giGi1 Sii2 CigiSii1 Sii21 gi Ri1 gi1 Sii21 Sii21 gi इसलिए आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि हम उसी थ्योरी को लागू नहीं कर सकते हैं जिसकी हमने पिछले केस में चर्चा की थी गेन सर्कल्स के लिए हमारी gi की परिभाषा वही है जो छोटे gi के बराबर है हालांकि GI मैक्स की कोई अवधारणा नहीं है लेकिन परिभाषा समान है और Ci और Ri की परिभाषा भी वही बनी हुई है यह Ci बराबर है GI गुना Sii कोंजूगेट अपॉन 1 Sii स्क्वायर के और RI उसके बराबर है तो ये परिभाषाएँ समान हैं और इसके आधार पर यदि आप फिर से स्लाइड पर डायग्राम पर जाते हैं तो गेन सर्कल्स को प्राप्त करते हैं जो इस तरह हैं अब अगर मैं पिछले की तुलना करूं तो हम देखते हैं कि Sii सेंटर या आप जानते हैं कि हमने गामा के लिए GI मैक्स प्राप्त किया है जो Sii के बराबर है यहां प्रश्न यह है कि इस पोटेंशियली अनस्टेबिल केस के लिए यह Sii क्या है अब हम ध्यान दें कि Sii स्टार चूँकि वहाँ सबसे पहले देखा गया है कि GI मैक्स की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिसके लिए रेडियस 0 हो ऐसा नहीं होगा हालाँकि अगर हमें उस लाइन का पता लगाना है जिसके साथ सभी सर्कल में उनके सेंटर होंगे तो हम S 11 कोंजूगेट को प्लाट करने के बजाय हम केवल 1 अपॉन S 11 को प्लाट कर सकते हैं क्योंकि 1 अपॉन S 11 का फेसर S 11 कोंजूगेट के समान ही है यह गेन सर्कल्स के बारे में था और इम्पीडेन्स मैचिंग के बारे में आइए मॉनिटर पर अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएं मान लीजिए यह डॉटेड लाइन यह छोटा सर्कल है जिसे हम देखते हैं कि GI के लिए कुछ वैल्यू के लिए गेन सर्कल है और अगर हम वहां से जाते हैं तो यदि हमें एक मैचिंग नेटवर्क प्रदान करना है तो सबसे पहले ध्यान दें कि यह गामा S की वैल्यू है जो हमारे पास है और मैचिंग के लिए हमें पता है कि इस गामा S को हमारी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स से मेल खाना चाहिए जो हमारे केस के लिए 50 ओम है इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि मैचिंग के लिए हम सेंटर के उस विशेष पॉइंट तक एक रास्ता खोजते हैं और हमने इस विशेष पॉइंट को क्यों लिया हमें इस डॉटेड सर्कल के साथ किसी भी पॉइंट को लेना चाहिए और इस डॉटेड सर्कल के सभी पॉइंट जो इस सफेद रीजन में स्थित हैं स्टेबल होंगे हम इस पॉइंट को क्यों चुनते हैं हम इस पॉइंट को चुनते हैं क्योंकि यह सबसे स्टेबल पॉइंट है यह मैक्सिमम है यह सबसे अधिक या हाईएस्ट कह सकता हूं या ZS प्लस Z 11 के रियल पार्ट की हाईएस्ट वैल्यू दे सकता हूं इसीलिए हम इस पॉइंट को चुनते हैं वैकल्पिक रूप से हम इस पथ को केंद्र से इस पॉइंट गामा s तक चुन सकते थे जो कि सबसे स्टेबल पॉइंट है और इस मामले में एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किल के साथ ऊपर की ओर जाने का अर्थ सीरीज़ में इंडक्टिव है और फिर एक कांस्टेंट कंडक्टैंस सर्किल के साथ फिर से ऊपर की ओर जाने का मतलब भी इंडक्टैंस है लेकिन शंट में तो इस केस में हमारे पहले पिछले केस के लिए मैचिंग नेटवर्क जहां पहले हम नीचे गए और ऊपर गए इसलिए कांस्टेंट कंडक्टैंस सर्किल के साथ नीचे जाने का अर्थ है कि शंट में कपैसिटर और कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किल के साथ ऊपर जाने का अर्थ है सीरिज़ में एक इंडक्टैंस हमने 50 ओम से शुरू किया था पहले हमारे पास शंट में एक कपैसिटर है और फिर सीरिज़ में एक इंडक्टर है इस केस में भी पहले हमारे पास सीरिज़ में एक इंडक्टर और फिर शंट में एक इंडक्टर होगा वैकल्पिक रूप से अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं जहां पहले हम एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्किल के साथ नीचे जाते हैं और फिर एक कांस्टेंट कंडक्टैंस सर्किल के साथ ऊपर जाते हैं यहाँ भी हम पहले सीरिज़ में एक कपैसिटर रखेंगे जिसके बाद शंट में एक इंडक्टर होगा अब अगर हम अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं तो एक टर्म जिसे यूनीलेटरल फिगर ऑफ मेरिट या यूनीलेटरल अप्प्रोक्सिमेशन फिगर ऑफ मेरिट कहा जाता है GT1 S21 S11in2S2121 L21 S22L2 GTGTU1 SS1121 S11S12LS211 S22LS2 अब हम जानते हैं कि GT बिना किसी यूनीलेटरल अप्प्रोक्सिमेशन के रियल वैल्यू नंबर इस इक्वेशन द्वारा दी गई है अब GT अपॉन GTu को इस तरह दिया जाएगा GTGTU11 S12SLS211 S11S1 S22L11 X2 11X2GTGTU11 X2 11Ux2GTGTUmax11 Ux2 GTUmax SS11 LS22 और फिर आगे के सिम्प्लिफिकेशन पर यह इस तरह से निकलता है और मान लीजिए कि मैं इस टर्म को X द्वारा डेनोट करता हूं अब X की वैल्यू क्या है यह पॉजिटिव है या नेगेटिव इस पर निर्भर करते हुए हम कह सकते हैं कि GT अपॉन GU इस GT और GTU की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब x बराबर होगा 1 x स्क्वायर के मॉडलस के और न्यूनतम GT अपॉन GTU की वैल्यू तब होगी जब यह वैल्यू बराबर हो 1 x स्क्वायर के मॉडलस के अब GTU मैक्स जैसा कि हम जानते हैं कि गामा S के लिए S 11 कॉन्जुगेट के बराबर और गामा L S 22 कॉन्जुगेट के बराबर प्राप्त होता है अब उस विशेष केस के लिए अगर हम गामा S और गामा L की वैल्यू लेते हैं तो GT अपॉन GTU मैक्स दिया जाएगा इसलिए यह GT अपॉन GTU मैक्स की रेंज होगी यदि यह कंडीशन है जो मैक्सिमम गेन का केस है अब यहाँ यह UX दिया गया है यह U की वैल्यू है GTGTU11 S12SLS211 S11S1 S22L11 X2 11X2GTGTU11 X2 11Ux2GTGTUmax11 Ux2 GTUmax SS11 LS22 तो हमारा GT अपॉन GTU मैक्स इस तरह से होना चाहिए और हम UX के इस मूल्य के आधार पर नहीं अनुमान लगा सकते हैं यदि हमारी GT जो हम प्राप्त करते हैं वह इस सीमा के भीतर नहीं होती है तो हम कह सकते हैं या GT अपॉन GTU मैक्स कभी भी इस दी गई सीमा के भीतर नहीं है तो हम यह यूनीलेटरल अप्प्रोक्सिमेशन नहीं कर सकते हैं UXS12S11S22S21 U003 110032GTGTUmax11 0032 026dB≤GTGTUmax≤026dB तो आमतौर पर आप जानते हैं कि U की वैल्यू सामान्य वैल्यू या U की विशेष वैल्यू 003 है तो GT अपॉन GTU मैक्स ऐसा होगा यदि यह इस सीमा के भीतर नहीं है तो हमें एक समस्या है हम यूनीलेटरल अप्प्रोक्सिमेशन नहीं कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं इसलिए संक्षेप में इस व्याख्यान में हमने केस को कवर किया जब हमारे पास यूनीलेटरल अप्प्रोक्सिमेशन वैलिड है और हमने देखा कि गेन सर्कल्स का क्या होता है या अनकण्डीशनली स्टेबिल और पोटेंशियली अनस्टेबिल केस दोनों के लिए वे गेन सर्कल्स क्या हैं अगले मॉड्यूल में हम इस केस को कवर करेंगे जब हमारे पास यूनीलेटरल फिगर ऑफ मेरिट नहीं होगा और हमारी पसंद कुछ हद तक सीमित होगी तो हम इसे डिजाइन नहीं कर सकते हम उतने फ्लेक्सिबल डिज़ाइन नहीं कर सकते जितना हम अब तक कर रहे हैं जो किसी विशेष को चुन रहा है और यह भी कि ऑपरेटिंग पावर सर्कल पावर सर्कल का उपयोग करके कैसे डिज़ाइन करें और फिर उपलब्ध पावर गेन सर्कल्स